इस व्याख्यान में हमारी अगली चर्चा सुविधा प्रबंधन पर केंद्रित होगी जो विनिर्माण संयंत्रों में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इसलिए IIoT सुविधा प्रबंधन के लिए IIoT के सुविधा प्रबंधन अनुप्रयोगों को कैसे बेहतर बना सकता है इसके बारे में हम संक्षेप में चर्चा करने जा रहे हैं इसलिए जैसा कि मैंने आपको इन सभी एप्लिकेशन व्याख्यानों में बताया था हम मूल रूप से उसी पुरानी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो हमने पिछले मॉड्यूल में अन्य मॉड्यूल में सीखा है लेकिन हम उन्हें लागू कर रहे हैं मैं आपको केवल यह दिखा रहा हूं कि इन अलग अलग डोमेन को स्मार्ट बनाने के लिए हम उन्हें कैसे कार्यान्वित कर सकते हैं और अलग अलग सुविधाएं हैं जो स्मार्ट होने जा रही हैं तो यह सुविधा प्रबंधन क्या है हमें इसे समझने की जरूरत है सबसे पहले सुविधा क्या है इसलिए सुविधा एक सामान्य उद्देश्य शब्द है जिसका अर्थ है इमारतें उपसर्ग जो सामुदायिक अवसंरचना का अर्थ हो सकते हैं इसलिए विनिर्माण संयंत्रों के संदर्भ में सुविधा मूल रूप से कंपनी के बुनियादी ढांचे का मतलब है विनिर्माण कंपनी उनके बुनियादी ढांचे उनके भवनों उनकी मशीनों विभिन्न मशीनरी विभिन्न ट्रकों बेड़े मशीनरी आदि ये सभी विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं इसलिए इन सुविधाओं का प्रबंधन आवश्यक है इसलिए इस विशेष परिभाषा के माध्यम से अनिवार्य रूप से सुविधा प्रबंधन के बारे में बात की जाती है यह मूल रूप से संपत्ति के मालिकों की ओर से विभिन्न सुविधाओं जैसे इमारतों उपसर्गों सामुदायिक अवसंरचना के संचालन और रखरखाव का मार्गदर्शन और प्रबंधन है हमें इन सभी का प्रबंधन करने की आवश्यकता है इसलिए एक बार फिर विश्लेषण करने की कोशिश करें कि यह सुविधा प्रबंधन कैसा होने जा रहा है इसलिए सुविधा प्रबंधन और इस विशेष व्याख्यान में हमारा ध्यान IIoT सक्षमता पर होगा यानि कि IIoT सक्षम सुविधा प्रबंधन तो अगर हम बात कर रहे हैं तो हम 2 प्रकार की सुविधाओं के बारे में बात करते हैं यह एक अकेली सुविधा हो सकती है हमारे पास एक अकेली ऐसी सुविधा हो सकती है जिसमे कि हो सकता है मैं सिर्फ एक उदाहरण ले रहा हूँ कि हम यह कहें कि हमारे पास एक प्रकार की इमारत है एक सुविधा है जिसमें विभिन्न मंजिलें विभिन्न कमरे आदि हैं यह इमारत हमें बताती है एक मालिक होगा अलग अलग कमरे होंगे अलग अलग विभाग होंगे अलग अलग कार्यालय होंगे उनमें अलग अलग बुनियादी ढाँचे होंगे इसलिए इन विभिन्न इकाइयों को बिजली के माध्यम से संचालित किया जाएगा वहां अलग अलग कमरे हो सकते हैं जहाँ तापमान को वातानुकूलित करना होगा इसलिए इन कमरों के तापमान कंडीशनिंग इन कमरों में रोशनी होने जा रही है इसलिए इन कमरों की रोशनी महत्वपूर्ण है न केवल मालिकों के लिए अलग अलग होने जा रहे हैं लेकिन ऐसे अन्य अंग भी हो सकते हैं जो इस सुविधा का उपयोग करने जा रहे हैं जैसे ग्राहक हैं एक औद्योगिक सुविधा में ये अलग अलग हो सकते हैं जो ठेकेदारों या उप कॉन्ट्रैक्टर्स का उपयोग कर सकते हैं इसलिए जब भी हम सुविधा प्रबंधन के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि हमारे पास एक विभाग एक सुविधा प्रबंधन विभाग होना चाहिए जो इन सभी विभिन्न संस्थाओं के प्रबंधन का ध्यान रखेगा जिनके बारे में मैंने बात की है विशेष रूप से इस निश्चित बुनियादी ढांचे इन मशीनरी भवन फर्श कमरे उनका तापमान कंडीशनिंग प्रकाश कंडीशनिंग निगरानी इन सभी चीजों पर नियंत्रण के साथ साथ विभिन्न उपयोगकर्ताओं जो इस विशेष सुविधा पर या इस विशेष सुविधा का उपयोग करके विभिन्न कार्यों को करने जा रहे हैं इसलिए मालिक ग्राहक उप ठेकेदार एवं विभिन्न उपयोगकर्ताओं या इन सुविधाओं के अभिनेताओं के उदाहरण हैं तो अब अगर हम इस तरह की प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं तो आखिरकार हमें इन विभिन्न इकाइयों की आवश्यकता है ताकि सुविधा प्रबंधन में सुधार के लिए और अधिक कुशलता से काम किया जा सके बेहतर सुविधा प्रबंधन के लिए फिर से हमेशा की तरह हमें सेंसर सक्षम होना चाहिए IoT डिवाइस को सक्षम करना होगा इसलिए हमें इन उपकरणों को रखने की आवश्यकता है जो उपयोग किए जा रहे मामलों और इसी तरह के आधार पर सक्षम होंगे ये विभिन्न उपकरण जो इन विभिन्न सुविधाओं की स्थिति की निगरानी कर रहे हैं वे डेटा में डाले जा रहे हैं जिन्हें संग्रहीत करना होगा यह सामान्य डेटाबेस में आपके डेटा का संग्रहण है और अंत में किसी प्रकार का एक मॉनिटरिंग स्टेशन एक नियंत्रण स्टेशन होने वाला है जहाँ से यह मॉनिटरिंग की जाने वाली है इसलिए यह IIoT कार्यान्वयन का उपयोग करके भवनों में सुविधाओं की निगरानी के लिए एक सामान्य निगरानी स्टेशन होने जा रहा है इसलिए एक बार फिर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि आप ये सब कर रहे हैं हमें सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दों के बारे में नहीं भूलना चाहिए तो यह एक सुविधा उदाहरण था अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं यह बहु सुविधा है इसलिए जहां आपके पास कई सुविधाओं की निगरानी की जा रही है इसलिए यहां हम केवल एक इमारत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं लेकिन यह शायद इमारतों का एक समूह हो सकते हैं और इसी तरह सभी की निगरानी करनी होगी इसलिए हम इन इमारतों से डेटा भेजने के लिए उनके साथ अलग अलग एंटेना रखने जा रहे हैं इसलिए हमारे पास यह कई संग्रह इकाइयाँ हैं और इनमें से प्रत्येक इमारत के पास अपने उप ठेकेदार हैं और अंत में यह डेटा प्रबंधक प्रबंधक या नियंत्रण स्टेशन को भेजना होगा इसलिए नियंत्रण केंद्र में एक प्रबंधक बैठा हो सकता है जो पूरी सुविधा पर नज़र रखने वाला सुविधा प्रबंधक है बीच बीच में क्योंकि हम कई उप ठेकेदारों के बारे में बात कर रहे हैं और इसी तरह बीच में फिर से आपके पास एक मध्यवर्ती उपठेकेदार हो सकता है जो बीच में बैठा हो सकता है और इस नियंत्रक या प्रबंधक को उचित रूप से सुविधाओं की निगरानी करने में मदद कर सकता है तो यह बहु सुविधाओं के लिए होगा एकाधिक सुविधा परिदृश्य और एक सुविधा परिदृश्य और IIoT इन दोनों परिदृश्यों में सुविधा प्रबंधन को सक्षम करता है जो मैंने अभी आपको दिखाया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सुविधा प्रबंधन में विभिन्न अवधारणाओं को समझने की कोशिश करते हैं इसलिए जब भी हम सुविधा प्रबंधन के बारे में बात कर रहे हैं हम इमारतों वित्त लोगों और अनुबंधों आदि के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए इन सभी को प्रबंधित करना होगा यह केवल इमारतें नहीं हैं यह केवल लोग नहीं हैं सुविधा में इन सभी विभिन्न आयामों को शामिल किया गया है और उनका प्रबंधन वह है जो सुविधा प्रबंधन की बात करता है इसलिए सुविधा प्रबंधन संगठनों के लिए समर्थन सेवाओं की पेशकश करेगा लोगों को एकीकृत करेगा स्थान प्रक्रिया काम के माहौल की गुणवत्ता में सुधार करेगा उत्पादकता में सुधार और ये उन कार्यों से निकटता से संबंधित हैं जो एक निर्माण और निगरानी में संचालित होते हैं उन विभिन्न कार्यों का प्रबंधन करते हैं इसलिए इन सभी अलग अलग चीजों को करने के लिए सुविधाएं प्रबंधक करने जा रहा है तो चलिए इस विशेष उदाहरण के माध्यम से चलते हैं अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि हम इस सुविधा प्रबंधन को कैसे पूरा करेंगे तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये सभी अलग अलग हैं जैसे कि भवन सुविधाएं जैसे कि आपके सामने आंकड़े में दिखाए गए हैं हमारे पास एक भवन स्वामी भी है और हमारे पास अलग अलग ग्राहक हैं इन विभिन्न भवनों के किरायेदार हैं हमारे पास अलग अलग भवन जैसी विभिन्न चीजों का प्रदर्शन करने वाले अलग अलग उप प्रबंधक हो सकते हैं अलग अलग मंजिलों को उप संचालकों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है और यह आवश्यक है कि इस मालिक के पास सभी उप केंद्रों का प्रबंधन हो और इन उप ठेकेदारों के माध्यम से इन सुविधाओं इन इमारतों पर प्रबंधन किया जाए इसलिए सुविधा प्रबंधन में IoT का दायरा मूल रूप से इन अलग अलग IoT उपकरणों की तैनाती की चिंता करता है ताकि इन सुविधाओं में बिजली की खपत को कम करने या डेटा की पहुंच के माध्यम से नई अंतर्दृष्टि प्राप्त की जा सके विभिन्न नई तकनीकों को लागू करना जैसे कि LiFi उन्नत सुरक्षा तंत्र और कई अलग अलग प्रौद्योगिकियां लागत अवरोध को संबोधित करना परिचालन दक्षता में वृद्धि करना रखरखाव लागत को कम करना ये सुविधा प्रबंधन में IoT कार्यान्वयन के दायरे हैं वित्त आईटी मानव संसाधन के संदर्भ में समर्थन सेवाओं की पेशकश करनी होगी इन सभी अलग अलग समर्थन सेवाओं का प्रबंधन सुविधा प्रबंधन की चिंता का विषय है सुविधा प्रबंधन प्रशासनिक सहायता विपणन ज्ञान प्रबंधन और व्यवसाय विकास आदि की पेशकश के बारे में भी बताता है तो ये सुविधा प्रबंधन के हिस्से के रूप में दी जाने वाली व्यापक सेवाएं हैं लेकिन ये सुविधा प्रबंधन में भी शामिल हैं इसलिए मूल रूप से सुविधा प्रबंधन का मुख्य विचार प्रत्येक बुनियादी ढांचे हर सुविधा हर मशीन दोष इतिहास उपयोग संशोधन का एक व्यापक विवरण प्राप्त करना है तो ज़ाहिर है इस IoT कार्यान्वयन के बिना कुशलता से प्रभावी ढंग से इन सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना इन सूचनाओं को एक जुड़े सिस्टम पर प्रबंधित करना संभव नहीं होगा इसलिए IoT कार्यान्वयन बेहतर कुशल सुविधा प्रबंधन के लिए सर्वोपरि है डेटा स्थिरता सुनिश्चित करना सामंजस्यपूर्ण निर्णय लेना एवं एक सुविधा प्रबंधक के साथ भी व्यवहार करना चाहिए इसलिए सुविधा प्रबंधन की वास्तविक शक्ति घटनाओं की भविष्यवाणी करने से पहले वास्तव में होने और अनुमानित खतरों को मापने और रोकने के लिए है इसलिए उन्नत विश्लेषिकी बड़े डेटा प्रबंधन को लागू करने की आवश्यकता है क्योंकि वास्तव में डेटा की प्रकृति जो हम IIoT कार्यान्वयन के माध्यम से सुविधा प्रबंधन में करते हैं मूल रूप से बड़ा डेटा है विभिन्न संसाधनों जनशक्ति संसाधनों परिसंपत्तियों प्रौद्योगिकी लागत प्रभावशीलता का अनुकूलन ये अलग अलग अनुकूलन मुद्दे भी हैं जो एक सुविधा प्रबंधक से संबंधित हैं सुविधा प्रबंधन के साथ विभिन्न चुनौतियों में लागत प्रबंधन शामिल है इसका मतलब है कि बजट के संबंध में सुविधा की गुणवत्ता को संतुलित करना सूची की का बढ़ना इसलिए सक्रिय और निवारक रखरखाव करना ये भी इस सुविधा प्रबंधन का हिस्सा हैं नियामक और अनुपालन मानकों को बदलना और उन्हें लागू करना ये सुविधा प्रबंधन सुरक्षा प्रबंधन का हिस्सा भी हैं इन विभिन्न अवसंरचना सुविधाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उल्लंघनों के खिलाफ मशीनरी और सुरक्षा प्रबंधन का भी हिस्सा हैं लेकिन यह एक चुनौती है इसलिए सुविधा प्रबंधन में IoT आवेदन शामिल होगा इन IoT उपकरणों का उपयोग करने के लिए स्मार्ट प्रकाश व्यवस्था स्मार्ट रेफ्रिजरेशन स्मार्ट मीटर का उपयोग स्मार्ट आग दमन प्रणाली है अगर कोई आग लगती है तो उसका पता लगाना उस आग को नियंत्रित करना स्मार्ट तरीके से आग को दबाना ये भी IoT एप्लिकेशन का हिस्सा हैं सुविधा प्रबंधन में यह एक बेहतर IoT एप्लीकेशन है सुविधा प्रबंधन में आईओटी आवेदन में सुरक्षा प्रणालियों की स्थापना भी शामिल है जैसे कि सुरक्षा अलार्म सिस्टम और अन्य एचवीएसी से निपटना जो मूल रूप से सेंट्रल हीटिंग वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम हैं और ये सिस्टम हैं जो एयर कंडीशनिंग और सेंट्रल वेंटिलेशन पर केंद्रीय सिस्टम की तरह हैं कक्ष आरक्षण शेड्यूलिंग जो सुविधा प्रबंधन का भी हिस्सा है यह डबल बुकिंग सुनिश्चित करने के लिए मीटिंग रूम के IoT वास्तविक समय स्थिति अपडेट का उपयोग करके भी किया जाता है यह IoT इनेबल्ड फैसिलिटी मैनेजमेंट का एक उदाहरण है जिसे स्टॉक की निगरानी आपूर्ति का उपयोग करके हासिल किया जा सकता है ये भी कुशलता से संभव हैं कि ये IoT एप्लिकेशन के साथ किए जा सकते हैं इसलिए हम अनिवार्य रूप से इन इमारतों जैसी सुविधाओं के बारे में बात कर रहे हैं जिनके मालिक हैं उनके पास बिजली प्रकाश अलग अलग बिजली मीटर आदि हैं जो पूरी चीज़ का प्रबंधन स्मार्ट बिजली की तैनाती स्मार्ट प्रकाश व्यवस्था स्मार्ट तापमान नियंत्रण आदि को सुनिश्चित करते हैं इसलिए ये सभी IoT का उपयोग करते हुए एक सुविधा स्मार्ट सुविधा प्रबंधन प्रणाली में चिंता का विषय हैं विश्लेषिकी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस डेटा का कोई उपयोग नहीं है जो इन IoT उपकरणों की तैनाती के माध्यम से एकत्र किया जाता है यदि आप इस डेटा से निपट नहीं सकते हैं और डेटा से बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं इसका मतलब है कि यह डेटा बेकार जा रहा है इसलिए ऊर्जा की खपत को प्रबंधित करना डेटा संचालित निर्णय लेना परिचालन लागत अनुकूलन और सुविधाओं की दूरस्थ निगरानी आदि ये सुविधा प्रबंधन में विश्लेषिकी के संबंध में चिंता का विषय हैं सुविधा प्रबंधन के लाभ में सुधार या ग्राहक अनुभव की पेशकश करना अनधिकृत पहुंच को रोकना विभिन्न चीजों की वास्तविक समय पर नज़र रखना विभिन्न गतिविधियाँ जो सुविधाओं के भीतर चल रही हैं घुसपैठियों निगरानी के उन वास्तविक समय पर नज़र रखने का वास्तविक समय ट्रैकिंग आदि शामिल हैं निगरानी भी कुछ ऐसा है जिसका मैंने उल्लेख नहीं किया है लेकिन यह भी अलग अलग कैमरों सीसीटीवी कैमरों आदि का उपयोग करके सुविधा प्रबंधन निगरानी का हिस्सा है फिर सबसे महत्वपूर्ण रूप से अनुकूलन इसका मतलब है कम संसाधनों के साथ अधिक करने की क्षमता संसाधनों का अनुकूलन और बेहतर उत्पादकता यह सुविधा प्रबंधन के दायरे में भी है इसलिए यह सुविधा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण लाभ है इसलिए सुविधा प्रबंधन के लिए IoT सक्षमता ने ग्राहक अनुभव में सुधार किया और इसी तरह इस विशेष व्याख्यान से संबंधित है मैंने आपको सुविधा प्रबंधन में विभिन्न चिंताओं के बारे में प्रकाश डाला है कैसे IoT इन विभिन्न चिंताओं को दूर करने में मदद कर सकता है इन विभिन्न चिंताओं को दूर करता है इसलिए आगे पढ़ने के लिए ये अलग अलग संदर्भ हैं जो आपको दिए गए हैं और यदि आप रुचि रखते हैं तो आप IoT और IIoT का उपयोग करके सुविधा प्रबंधन और सुविधा प्रबंधन के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं धन्यवाद